ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के मॉड्यूल 21 में आपका स्वागत है मॉड्यूल के अंतिम दो में हमने चर्चा की है और वास्तव में एक लीव मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एक अभ्यास पर काम किया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अलग अलग भाषाई और महत्वपूर्ण विश्लेषण तकनीक कक्षाओं को निकालने के लिए किस प्रकार संलग्न हो सकते हैं उनके रिश्ते और इसी तरह इस संदर्भ में हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा करने का हमारा प्रयास है लेकिन इससे पहले कि हम विनिर्देश से अधिक से अधिक सिस्टम जानकारी निकालने पर आगे बढ़ें और उचित डिजाइन के लिए उन्हें मॉडलिंग करना शुरू करें हमें जो जानकारी निकाल रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए एक वाहन की आवश्यकता है स्वाभाविक रूप से हम अपने शुरुआती बिंदु हैं कुछ अंग्रेजी दस्तावेज़ बातचीत वीडियो और यह अन्य सहायक दस्तावेज़ चित्र चार्ट और इत्यादि हो सकता है लेकिन जैसा कि हम जानकारी को निकालते हैं और सिस्टम के विश्लेषणात्मक डिजाइन का निर्माण शुरू करते हैं हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से किया जा सके और बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम जो भी जानकारी निकाल रहे हैं उसे व्यक्त कर सकें UML या Unified Modelling Language एक ऐसा वाहन है जो आज मॉड्यूल में और कई मॉड्यूल में है जो कि इसका पालन करना है और अगले कुछ हफ़्तों में हम इस बात पर गहन नज़र रखेंगे कि UML क्या है UML का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है और जैसा कि हम सिस्टम अवधारणाओं के विभिन्न अभ्यावेदन के माध्यम से काम करते हैं UML में मापदंडों को डिज़ाइन करते हैं हम एक चल रही प्रक्रिया के रूप में बताएंगे कि हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उस प्रबंधन प्रणाली को छोड़ दें और इसके Unified Modelling Language मॉडल बनाएं ताकि एक व्यापक उद्देश्य के साथ हम इस मॉड्यूल को UML के मूल अवलोकन पर चर्चा करके शुरू करेंगे यह वही है जो हम चर्चा करना चाहते हैं और हमेशा की तरह यह रूपरेखा हर स्लाइड के बाईं ओर उपलब्ध होगी क्योंकि हम प्रस्तुति के माध्यम से जाते हैं तो पहला प्रश्न निश्चित रूप से यही है कि आपको UML जैसी किसी चीज की आवश्यकता क्यों है जैसा कि हमने देखा है कि अब तक दो प्रकार के विवरणकर्ता हैं जो कि हमारे पास एक तरफ एक जटिल प्रणाली के लिए एक चरम पर एक विवरणक है जो सिस्टम की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है सिस्टम के विभिन्न व्यवहार और अस्तित्व को निर्दिष्ट करता है और आमतौर पर जैसा कि हमने देखा है कि यह एक प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है और जैसा कि हमने बार बार समझाया है कि सूचना चर्चा नोट्स चित्र और सभी का समर्थन किया जा सकता है कि इस प्रणाली के प्रतिनिधित्व के रूप में महत्वपूर्ण कठिनाई प्राकृतिक भाषा है अक्सर अस्पष्ट एक ही पाठ से अभेद्य होता है जो मैं समझता हूं कि आप क्या समझते हैं और क्या कोई और समझेगा कि व्यापक रूप से आरेख मदद में भिन्न होंगे और फिर भी उन्हें विभिन्न प्रथाओं के साथ विभिन्न सम्मेलनों के साथ तैयार किया जा सकता है तो एक सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने का यह तरीका एक स्पष्ट नहीं है जिसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सिस्टम आखिर क्या है सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने का चरम इसका कार्यान्वयन है जब सिस्टम संभवतः एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के संदर्भ में लागू हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यदि हम C या Java या कुछ इस तरह का उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो हमारे पास पूरी प्रणाली फिर से वर्णित की जाएगी जिसमें sub systems messages threads के classes methods exception conditions dependencies modules के रूप में दर्शाया जा सकता है फिर से एक और विवरण जो बहुत विशिष्ट है और विभिन्न प्लेटफार्मों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रतिमानों और इसी तरह से भिन्न होगा हमारा इरादा OOAD की पूरी प्रक्रिया में हमारी आवश्यकता एक सिस्टम की आवश्यकता विनिर्देश के साथ शुरू करना और सिस्टम के कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन तक पहुंचना है उन दोनों को हम पाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल है वे अभिव्यक्ति में बहुत स्पष्ट नहीं हैं इसलिए यह UML या Unified Modelling Language जैसी किसी चीज़ का उपयोग करने के संदर्भ में लाता है जो मूल रूप से सिस्टम विश्लेषण के लिए एक संकेतन है और आपको UML का उपयोग क्यों करना चाहिए इसका पहला महत्व डिज़ाइन करना है यह एक मानक है जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग समूह द्वारा बनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक या OMG है तो यह डिज़ाइनर डेवलपर को यहां तक कि उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की विभिन्न कलाकृतियों को पकड़ने में मदद करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के विभिन्न आविष्कारों के विवरणों को विशिष्ट रूप से UML में बिना किसी अस्पष्टता या दर्शक या पाठक पर निर्भर समझ के बिना कैप्चर किया जा सकता है ताकि इसमें निरंतरता और सटीकता जो आम तौर पर एक सॉफ्टवेयर विश्लेषण और डिजाइन समस्या में मौजूद होगी यह अस्पष्टता और दुर्बलता को कम करती है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है और इन सभी के साथ मिलकर यह विक्रेताओं और ग्राहक के बीच मजबूत संचार के साथ टीमों के साथ एक मजबूत संचार की सुविधा प्रदान करता है इसलिए मूल प्रक्रिया यह होगी कि हमारे डिजाइन और विश्लेषण के प्रारंभिक चरण हम विनिर्देश की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे विभिन्न प्राकृतिक भाषा और multimedia स्रोतों से और यह UML आरेख बनाते हैं जो अद्वितीय और एक तरह का सुनहरा प्रतिनिधित्व होगा जिस पर पूरी प्रणाली को बनाया जाएगा तो UML क्या है UML में हम विभिन्न आयामों में देख सकते हैं सब You recall from the earlier discussion that we had talked about reuse were talked about common patterns that occur frequently in complex systems that occur across domains and so on so what UML has done UML has tried to create semantiसे पहले यह एक अभिव्यंजक मॉडलिंग भाषा है यह एक भाषा है जो इसके सेट को एक अभिव्यंजक भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है क्योंकि यह आपको लगभग कुछ भी मॉडल करने की अनुमति देता है जिसे आपको शुरू करने की आवश्यकता है विनिर्देशन निर्माण से लेकर विज़ुअलाइज़ेशन तक एक software development system कार्यान्वयन विकास के पूरे जीवन चक्र में आपकी ज़रूरत के सभी दस्तावेज़ों के प्रलेखन के लिए UML में कैप्चर किया जा सकता है स्पष्टता और सटीकता की आवश्यकता के लिए UML लगभग पूरी तरह से एक graphical भाषा के रूप में डिज़ाइन किया गया है इसलिए ऐसा नहीं है जो या तो प्राकृतिक भाषा के अस्पष्ट शब्दों पर निर्भर करता है और न ही यह प्रोग्रामिंग भाषाओं के जटिल तर्क और विश्लेषण से निपटता है यह एक graphical सचित्र है इस तरह की भाषा और यह हमें संपूर्ण तैयार से उपयोग core अवधारणाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है आप पहले की चर्चा से याद करते हैं कि हमने पुन उपयोग के बारे में बात की थी हमने सामान्य पैटर्न के बारे में बात की है जो कि जटिल प्रणालियों में अक्सर होते हैं जो कि डोमेन और इसी तरह से होते हैं इसलिए UML ने यूएमएल ने उन अवधारणाओं के लिए शब्दार्थ अभिव्यक्ति बनाने की कोशिश की है और उन्हें भाषा में ही एक कोर के रूप में उपलब्ध कराया है आप जब भी आप सिस्टम में इस तरह की अवधारणा को पाएँगे तो UML में एक आदिम सुविधा ढूंढने में सक्षम होंगे जो सीधे प्रतिनिधित्व करता है इसके अलावा UML एक औपचारिक आधार प्रदान करता है आप में से कुछ के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि औपचारिक आधार का मतलब क्या है हालांकि इसका मतलब यह है कि यह एक ग्राफिकल भाषा है इसे केवल चित्रमय प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ मजबूत गणितीय नींव हैं जो हमेशा अकेले प्रणाली का एक लगातार सही विवरण प्रदान करने के लिए साबित हो सकता है और उस प्रक्रिया में यह कुछ मेटा मॉडल का उपयोग करता है यह एक शब्दार्थ का उपयोग करता है जो आधिकारिक UML मानक प्रलेखन का हिस्सा है सहायक पक्ष के अलावा यह उच्च स्तर की विकास अवधारणाओं का समर्थन करता है अक्सर UML को उन शर्तों और वस्तुओं के बारे में बात करते हुए पाया जाएगा जिन्हें सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और तुरंत मानक OOP भाषा में लागू किया जा सकता है जैसे सी C उन यूएमएल की अवधारणा एक समर्थित अवधारणा होगी जिसमे वास्तव में कुछ सामान्य OOP भाषाओं में standard library implementation दिया गया है इसलिए यह इस प्रकार के सहयोग पैटर्न हैं ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मैंने यहां उल्लेख किया है पैटर्न और घटक UML में प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सुविधाजनक होंगे अंतिम लेकिन कम से कम UML सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सेट नहीं है यदि आप बहुत पहले मॉड्यूल पर वापस जाएं जहां हम चर्चा करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के निर्माण की चुनौतियों पर हम क्या संबोधित करते हैं कि अलग अलग मुद्दे और परिपक्वता मुद्दे हैं और इसी तरह जिसके लिए हम अभी भी इस तथ्य को निर्धारित करते हैं कि सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है लेकिन अन्य सभी प्रकार के इंजीनियरिंग विकास को वास्तव में निर्माण कहा जाता है चाहे सफलता की गारंटी हो हमने उल्लेख किया था कि इंजीनियरिंग के ये सभी अन्य क्षेत्र इतने अच्छे हैं कि इन दिनों इतने विश्वसनीय हैं क्योंकि वर्षों और वर्षों के अभ्यास से हम उद्योग के मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के मानदंडों का एक सेट विकसित करने में सक्षम हुए हैं जो हर सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन या एक मैकेनिकल मशीन डिजाइन का पालन करना होगा इसी तरह की प्रथाएं अभी भी मौजूद नहीं हैं इसलिए सॉफ्टवेयर में UML को इस सर्वोत्तम प्रथाओं को एनकोड करने के लिए एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि UML एक प्लेटफॉर्म के रूप में दे रहा है जिसमें मैं एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा में एक अवधारणा व्यक्त कर सकता हूं कई बार डोमेन पर भी स्वतंत्र भाषा स्वतंत्र तरीके से इसलिए यह UML का मूल सार है और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो यह समझना और उजागर करना भी महत्वपूर्ण है कि UML एक है खुलेपन की विशेषता है इसका क्या मतलब है कि UML यह नहीं कहता है कि आपको एक विशिष्ट मॉडलिंग टूल का उपयोग करना होगा या आपको एक विशिष्ट भाषा का उपयोग करना होगा नहीं यह नहीं कहा जाएगा कि आपको C का उपयोग करना चाहिए या आपको जावा का उपयोग करना चाहिए या आपको python का उपयोग करना चाहिए यह आपको नहीं बताएगा कि यह आप विकास की waterfal प्रक्रिया या development या agile प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए या आपको industrial विकास का उपयोग करना चाहिए यह किसी भी पर्चे को नहीं बनाएगा यह किसी भी या किसी अन्य वास्तविक विवरण प्रथाओं के बारे में बताने के लिए नहीं है यह खुला है कि आप किस प्रक्रिया का पालन करते हैं क्या मॉडलिंग भाषा क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या प्लेटफॉर्म किस हार्डवेयर में आप इन सभी मापदंडों के बावजूद UML का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं यह आपके लिए सिस्टम को मॉडल बनाने और इसे लेने के लिए समान रूप से उपयोगी होगा विकास के जीवन चक्र के माध्यम से UML का गठन कैसे हुआ इसके संदर्भ में एक त्वरित बिट I मेरे पास वास्तव में विवरण इतिहास पर जाने का समय नहीं है लेकिन यह इतिहास वास्तव में बहुत दिलचस्प है औपचारिक रूप से मॉडल सिस्टम में सक्षम होने की अवधारणा काफी पहले शुरू हुई और 80 के दशक में हमने बहुत सी गतिविधियाँ देखीं और जो कम से कम 90 के दशक के पहले भाग में चली गईं और इसने कई अलग अलग भाषाओं और मॉडल प्रणालियों के लिए कई तरीकों का प्रसार देखा जब तक कि विभिन्न मॉडल Booch Rumbaugh Jacobson के अधिकांश प्रस्तावक नहीं बने और इसी तरह आप आप पहले से ही Boochs के नाम से परिचित हैं हम उनकी पुस्तक का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं वे सभी सहयोगी हाथ मिलाते हैं और UML औपचारिक रूप से ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के गठन के साथ बनाया गया है OMG पर एक वेबसाइट है जो मैं हर किसी को सुझाव दूंगा कि आप जाएं OMG साइट और आपको UML पर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन पर भी बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिलेगी और विशेष रूप से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो वर्तमान प्रथाओं की ओर उन्मुख है इसलिए इस पृष्ठभूमि में 90 के दशक के अंत में UML ने अपने वर्तमान स्वाद में विद्यमान शुरुआत की इसलिए यह है यह खंडित विकास के युग की तरह है तब लोगों ने हाथ मिलाया है और यह सब एक साथ रखा और UML में U को एकीकृत किया गया UML में वास्तव में इन सभी तरीकों का एकीकरण है जिसे आप जानते हैं कि कुछ लोग धन्यवाद देते हैं कि इसे एकीकृत कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग SDLC के कई चरणों में किया जा सकता है जो विभिन्न अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वे भी सच हैं लेकिन मुख्य रूप से 90 के दशक के अंत में प्रदर्शित होने वाली कार्यप्रणाली के एकीकरण द्वारा इसका नाम मिला और फिर इस पूरे लगभग 25 विषम वर्षों में लगभग 30 वर्षों के लिए मुझे खेद है कि इसके लगभग 20 वर्षों में इसका विकास हुआ है और OMG प्रबंधक और संस्करण UML एक से दूसरे में और यह UML 25 एक वर्तमान संस्करण है जो मानक में विद्यमान है इसलिए जब हम UML पर चर्चा करते हैं तो हम शुरुआती कुछ अवधारणा पर चर्चा करेंगे इसलिए हम अक्सर खुद को 1X तरह के मानक तक सीमित नहीं रखेंगे क्योंकि 25 में बहुत सारी उन्नत अवधारणाएं हैं जिनके लिए हमारे पास समय नहीं हो सकता है लेकिन हम समय समय पर 25 की झलकें लेंगे जैसे कि इसकी जरूरत है जैसा कि मैंने कहा कि UML चित्रमय है इसलिए इसमें UML का मूल है जो आरेखों का संग्रह है इसलिए इसमें विभिन्न आरेख शामिल हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन के विभिन्न पहलुओं पर कब्जा कर लिया है इसलिए यह विचार सरल है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम या एक प्रणाली जिसे हम सामान्य रूप से देखते हैं कई अलग अलग जटिलताएं हैं और कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम उस प्रणाली को देख सकते हैं जिसकी चर्चा हम पिछले मॉड्यूल में लंबाई से कर चुके हैं इसलिए UML इसे संबोधित करने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका अपनाता है कि इसने यह पहचान लिया है कि इसके प्रमुख पहलू क्या हैं जो आपको जानना चाहिए कि आपको एक जटिल प्रणाली के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है और उनमें से प्रत्येक के लिए आरेखों की एक श्रेणी है और उस आरेख में विशिष्ट प्राइमिटिव होते हैं जो आपको वास्तव में कैप्चर करने में मदद करते हैं और साथ ही उस के पहलुओं का विश्लेषण करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास आवश्यक रूप से वर्ग आरेखों का एक समूह होगा हमने पहले ही देखा है कि सभी वर्गों को एक सेट में पकड़ना आसान नहीं है इसलिए एक प्रणाली में कई वर्ग कई प्रकार के संबंध होंगे ताकि वर्ग आरेख का निर्माण किया जा सके इस संग्रह में एक छोटे से बड़े सेट में आपको एक बहुत ही अनूठा UML विवरण देने के लिए है और इसमें UML एक नाम एकीकरण का पुरजोर समर्थन करता है जिसका अर्थ है कि विभिन्न आरेखों और डिज़ाइन के विभिन्न मॉड्यूलों में एक ही नाम का उपयोग किया जा सकता है और इसलिए हम देखेंगे कि एक नाम जो उपयोग के मामले में उपयोग किए जाने वाले मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा क्लास डायग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है एक विधि इसी विधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रयोग के मामले में एक अभिनेता क्लास डायग्राम में एक वर्ग बन जाएगा जो उन लोगों के एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो उस कार्रवाई को कर रहे हैं यह व्यापक मूल बिंदु है और इसके आधार पर यह आपको पूरी चीज़ का अवलोकन करने के लिए है ताकि आप देख सकें कि मार्ग जो UML 25 है सभी आरेखों के संग्रह को दर्शाता है और फिर आपके पास Structure आरेख और Behavior आरेख के दो प्रकार के चित्र हैं और जैसा कि आपने अब तक देखा होगा कि जब भी हम इस तरह का एक तीर खींचते हैं तो मुझे फिर से स्पष्ट रूप से आकर्षित करते हैं कि इसके साथ एक खुला त्रिभुज है जिसका अर्थ है कि एक या सामान्यीकरण विशेषज्ञता संबंध है ताकि UML आरेखों का वर्णन किया जा सके समान संकेतन यह अंकन UML वर्ग आरेख और कुछ अन्य UML आरेखों का एक हिस्सा है इसलिए हम कहते हैं कि संरचना आरेख UML 25 आरेख है व्यवहार आरेख इस तीर और इतने पर एक UML 25 आरेख है इसलिए मूल रूप से यहां इस स्लाइड में न केवल इन आरेखों का एक संग्रह दिखाई देता है लेकिन आप वहां विशेषीकरण सामान्यीकरण पदानुक्रम देखते हैं इसलिए हम जानते हैं कि ये दो मूल प्रकार के चित्र हैं और फिर हमारे पास इस तरह के विभिन्न वर्ग संरचना आरेखों की एक किस्म है उनके विभिन्न व्यवहार आरेखों की विविधता और इसी तरह इस चार्ट को पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक कलर कोड याद रखना होगा कि जो डायग्राम काले रंग से लिखे गए हैं वे मानक का हिस्सा हैं इसलिए क्लास डायग्राम या यूज केस डायग्राम UML 25 मानक का हिस्सा हैं लेकिन जो डायग्राम नीले रंग में लिखे गए हैं वे स्तर हैं जिन प्रस्तावों पर उनकी चर्चा हो रही है और उन्होंने अभी तक मानक नहीं बनाए हैं उनमें से कुछ मानक UML का हिस्सा बन सकते हैं भविष्य में उनमें से कुछ को भी गिराया जा सकता है और उनके बीच कई अंतर्संबंध हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक समग्र संरचना आरेख के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आंतरिक संरचना और सहयोग उपयोग आरेख के संदर्भ में इसके दो विशिष्ट उप प्रकार हैं इसलिए ये प्रस्ताव के स्तर पर हैं इसलिए हम यह क्या करेंगे मैं आपको पूरी तस्वीर पेश कर रहा हूं कि आपको केवल UML 25 जैसा दिखता है उसकी वर्तमान सच्चाई बताएंगे लेकिन हम मुख्य रूप से मानक में आरेखों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और वहाँ भी हम बस एक उपसमुच्चय ग्रहण करेंगे क्योंकि यह हो सकता है अन्यथा सभी आरेखों को पूरा करने में काफी समय लगेगा हम केवल एक उपाय करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे तो पहले मुझे UML आरेखों के मूल उपकरण उप वर्गों के बारे में कुछ शब्द कहने दें एक को संरचनात्मक आरेख कहा जाता है और संरचनात्मक आरेख प्रणाली की स्थैतिक संरचना को दर्शाता है इसलिए हम स्थैतिक और गतिशील विवरण की इस धारणा को देख रहे हैं मेरा मतलब है मैं आपको वस्तुओं पर उनकी चर्चा और उनकी प्रकृति के बारे में बताऊंगा हमने पाया है कि वस्तुओं की एक पहचान होती है लेकिन इसके अलावा उनमें गुण होते हैं और उनमें गुण होते हैं विशेषताएँ स्थिर संरचना होती हैं और गुण गतिशील व्यवहार होते हैं तो इसी तरह यहाँ आरेख भी एक तरह से स्थैतिक संरचनात्मक आरेख हैं जो हमें स्थैतिक संरचना प्रदान करते हैं इसी तरह विभिन्न कार्यान्वयन स्तर पर अमूर्त के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं लेकिन यह स्थैतिक है जिसका अर्थ है कि जब सिस्टम वास्तव में है इनकी तैनाती और निर्माण कार्य समय के साथ बदलने वाले नहीं हैं ये निश्चित रूप से याद दिलाते हैं दूसरे पक्ष का व्यवहार आरेख जो गतिशील व्यवहार के बारे में बात करता है वह यह है कि विभिन्न वस्तुओं का समय के साथ अलग अलग वस्तुओं का व्यवहार कैसे बदलता है अगर मैं एक प्रणाली में आना चाहता हूं और मैं एक लॉगिन करना चाहता हूं तो मुझे एक साइन इन करना होगा इस तरह की गतिविधि फिर किस क्रम में घटित होती है किस लौकिक क्रम में होती है किस निर्भरता के साथ मुझे सिस्टम में प्रवेश करने की अनुमति या नापसंद व्यवहार या गतिशील व्यवहार का एक हिस्सा है इसलिए यदि हम यह नहीं कह सकते हैं कि कुछ उपसमूह हम संरचनात्मक गुणों के बारे में बात करेंगे और उपसर्ग हम व्यवहार गुणों के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस के संदर्भ में एक बहुत ही त्वरित रूप से देखते हैं इसलिए संगठित करने का तरीका उन सभी आरेखों के लिए है जो मानक में मौजूद हैं हम पहले व्यवहार आरेखों के बारे में बात करते हैं और फिर हम संरचनात्मक आरेखों के बारे में बात करते हैं यहाँ मैं सिर्फ इस बारे में एक बहुत संक्षिप्त अवलोकन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चित्र हम उनमें से कई को लंबाई में लेंगे और हम अलग अलग मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे कई बार कई मॉड्यूल उन पर चर्चा करते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए और जहाँ भी हो लागू हो हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम का मामला उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे इसी आरेख को पूरा किया जा सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण संभवतः UML व्यवहार के साथ शुरू होने वाला पहला मौलिक आरेख है उपयोग केस आरेख है जहां आप सिस्टम की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें आंतरिक और बाहरी प्रभाव शामिल हैं जो कि सिस्टम के आसपास हो रहे हैं फिर Activity आरेख इस बारे में बात करता है कि सिस्टम में आंतरिक रूप से होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ क्या हैं जो सिस्टम के संचालन हैं राज्य चार्ट आरेख मूल रूप से राज्य संक्रमण मशीन या परिमित राज्य ऑटोमेटोन से इसका अर्थ उधार लेता है इसलिए यह राज्य मशीन है इसलिए इसका मतलब है कि मैं इस प्रणाली के बारे में सोच सकता हूं कि कई परिस्थितियां हैं जहां संभावनाओं का एक निश्चित सेट है और सिस्टम रखता है एक संभावना से दूसरे में जाने पर और जो हम कहते हैं वह परिमित अवस्था मशीन है राज्य चार्ट मूल रूप से परिमित राज्य मशीन का एक संवर्द्धन है जो मुझे यह बताने के साथ साथ यह बताता है कि अलग अलग स्थती कौन से हैं उदाहरण के लिए एक प्रणाली उदाहरण के लिए हो सकती है जिस प्रणाली पर मैं साइन अप कर सकता हूं और मैंने साइन अप नहीं किया हो सकता है अगर मैंने साइन अप किया है तो मैं साइन इन हूं या मैं साइन इन नहीं हूं अगर मैंने साइन इन किया है तो मेरे पास अगली बार आने की स्थिति हो सकती है और फिर से साइन इन किए बिना इसलिए ये अलग अलग राज्य और राज्य चार्ट हैं जो मुझे इन विभिन्न राज्य सूचनाओं के साथ खेलने की अनुमति देते हैं व्यवहार आरेखों के अगले सेट को सभी एक उप श्रेणी में मिलाया जाता है जिसे इंटरैक्शन आरेख के रूप में जाना जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन व्यवहार को परिभाषित करते हैं अन्य अनुक्रम आरेख का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है जो आपको बताएगा कि क्या हुआ घटनाओं का क्रम क्या है संचार आरेख हमें बताएगा कि वह कौन सा क्रम है जिसमें वस्तुएं संदेशों का आदान प्रदान करती हैं मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि हमारा वाहन अंत में एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसलिए जब आप ये सभी मॉडलिंग करते हैं तो हम इसे कुछ संदेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजना चाहते हैं इसलिए अनुक्रम आरेख हमें अस्थायी आदेश बताता है जिसमें संदेश भेजे जाते हैं और संचार आरेख हमें स्थानिक क्रम बताता है या संदेश भेजने के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट नाम के सुझाव के अनुसार समय रेखा चित्र समय की जानकारी और इंटरेक्शन अवलोकन आरेख से निकटता से जुड़ा हुआ है मूल रूप से यह मॉडल करने की कोशिश करता है कि विभिन्न अनुक्रम सहयोग और गतिविधि प्रवाह से बातचीत का प्रवाह कैसा हो इसलिए यह अनुक्रम संचार और समय आरेखों की तुलना में उच्च स्तर पर थोड़ा सा सेट है जो विशेष रूप से ऑब्जेक्ट आधारित हैं इंटरैक्शन ओवरव्यू आरेख अक्सर मॉड्यूल के स्तर पर होते हैं संरचनात्मक आरेखों में आना मुख्य रूप से संरचनात्मक आरेख वर्ग आरेख और वस्तु आरेख वर्ग आरेख हैं और जैसा कि हम उन्हें एक दो मॉड्यूल के बाद विस्तार से बताते हैं हम पाएंगे कि आप पहले से ही संकेतन या आरेख सम्मेलन में आ गए हैं वर्ग आरेखों और वस्तुओं को पहचानने की हमारी प्रक्रिया और हमारी परिभाषित वस्तुओं की प्रक्रिया के संदर्भ में हैं निश्चित रूप से अन्य संरचनात्मक आरेख एक पैकेज है जो मूल रूप से विभिन्न घटकों को संलग्न करता है और उन्हें एक बड़े मॉड्यूल के हिस्से के रूप में रखता है आगे के संरचनात्मक आरेखों में समग्र संरचना आरेख शामिल है जो अपने सभी उप भागों और इंटरफेस के साथ प्रणाली का एक पूरा संरचनात्मक दृष्टिकोण देता है और इसके पूरक भी घटक चित्र है जो मुख्य रूप से आपको दिखाते हैं कि सिस्टम के भौतिक पहलू क्या हैं समग्र संरचना अगर यह घटकों के बीच विभिन्न इंटरफेसिंग संबंध के बारे में बात करती है तो घटक आरेख विशेष रूप से इस घटक के बारे में क्या घटकों और किस स्थैतिक कार्यान्वयन के बारे में बात करता है जिसे आपको वर्णन करने की आवश्यकता है और यद्यपि हम विश्लेषण और डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम पाएंगे कि इस आरेख में से कई वास्तव में उस सीमा से परे हैं और परिनियोजन आरेख इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां आप न केवल शुरुआती चरण के डिजाइन के बारे में बात करते हैं लेकिन आप देर से चरण के कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं जहाँ आप तय करते हैं ठीक है हम अंततः इस प्रणाली को पांच सर्वरों पर तैनात करेंगे और इसमें 17 मॉड्यूल हैं जो आप वास्तव में तय करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल किस सर्वर में चलेगा कि क्या कुछ मॉड्यूल कई सर्वरों में चलेंगे या नहीं एक मॉड्यूल एक सर्वर कई मॉड्यूल और इतने पर उस पूरे विवरण को समायोजित करेगा हार्डवेयर घटक और सॉफ़्टवेयर घटक मैपिंग परिनियोजन आरेख के संदर्भ में दिया गया है अंत में प्रोफाइल आरेख एक सहायक है जो किस प्रकार की प्रोफ़ाइल के बारे में बात करता है उदाहरण के लिए यदि आप जावा पर लागू कर रहे हैं तो आप किस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं J2EE या आप J2ME का उपयोग कर रहे हैं यदि आप J2ME का उपयोग कर रहे हैं तो क्या आप एक Android का उपयोग करेंगे प्रोफ़ाइल या आप एक IOS प्रोफ़ाइल का उपयोग करेंगे इसलिए प्रोफ़ाइल डायग्राम के संदर्भ में इस तरह की जानकारी अक्सर साझा की जाती है इसलिए संक्षेप में हम समझ गए हैं कि UML को डिजाइनिंग और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एक मानक संकेतन बनाने की आवश्यकता है जो प्राकृतिक भाषा की अस्पष्टता और दुर्बलता से खुद को मुक्त करने के लिए है और प्रोग्रामिंग भाषाओं की जटिल विश्लेषणात्मक और अभिव्यक्त शक्ति में फंसने के लिए भी नहीं है UML में प्रमुख रूप से दो प्रकार के आरेख structural और behavioral आरेख शामिल हैं और हमने विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक और व्यवहारिक आरेखों को देखा है और इन सभी अलग अलग आरेखों के संदर्भ में समग्र प्रणाली पर पकड़ कर लिया जाएगा इसलिए इस अवलोकन के साथ आप अगले मॉड्यूल में हम मूल डिजाइन प्रक्रिया के डिजाइन में एक संक्षिप्त रूप लेंगे और सॉफ़्टवेयर की कार्यान्वयन प्रक्रिया यह महसूस करने के लिए कि हम इन आरेखों का उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं और फिर हम विशिष्ट आरेखों पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे